अब हम जेनरेटर पावर लिमिट की तरफ़ बढ़ते है यहाँ थोड़ी समझने की आवश्यकता है ICs हमने सीधी रेखा लीं हैं यह IC1है इंक्रिमेटल कोस्ट यह जेनरेटर पावर की अधिकतम सीमा Pg1max है यह न्यूनतम सीमा Pg1min है यहाँ इसे दर्शाया नहीं गया है लेकिन यह साफ़ है इसी तरह से यह दूसरा IC है यह Pg2max है और यह Pg2min है और यह IC3 तीसरी इंक्रिमेटल कोस्ट यह Pg3max अधिकतम सीमा और यह Pg3min न्यूनतम सीमा है अब जेनरेटर को इस तरह से हल करना है कि यह बराबर लेमदा आधारित है मान लें कि यहाँ लमदा की वेल्यू 1 दी गई है यह इन्क्रीमेंटल कोस्ट है तो इस स्थिति में जनरेटर इस आधार पर काम करेंगे कि यह लेमदा के बराबर हैं इस तरफ़ Pgi है यह ith यूनिट की पावर जेनरेशन है मान लें कि लोड बढ़ रहा है तो जनरेटर पावर भी बढ़ेगी और यह लाइन लेमदा के बराबर रखकर संचालित होगी इसे थोड़ा सा ऊपर सरकाने पर यह एक नयी वेल्यू 2 पर पहुँच जाएगा जब 2 जनरेटर 3 की ऊपरी सीमा पर होगा यानी कि यह Pg3max होगा तब हम Pg3Pg3max सेट करेंगे इसे आगे और नही बढ़ा सकते यह अधिकतम सीमा है अगर हम ऊपर की तरफ़ बढ़ेंगे यानी की लोड और बढ़ गया है मान लें यह 3 है इस वक़्त पर यह दो जेनरेटिंग यूनिट और दो जेनरेटर्स बदलेंगे लेकिन यह स्थिर रहेगा क्यूँकि यह बढ़ेगा नही इस समय यह दो यूनिट बराबर λ आधार पर संचालित है उधारण के तौर पर 3 बराबर आधारित होगा अगर लोड फिर बढ़ेगा यानी यह लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है यह यहाँ Pg2max पर आ जाएगा तो इस समय यह 4 है और यहाँ Pg2 को Pg2max सेट करना होगा मतलब यहाँ यह न्यूनतम सीमा है तो इसे हम केवल अधिकतम वेल्यू तक ही बढ़ा सकते है यह बराबर आधार पर संचालित होगा यह यूनिट 3 की अधिकतम सीमा पर है अब अगर लोड और बढ़ेगा तो उस समय यह दो यूनिट बराबर λ आधार पर संचालित होंगे लेकिन यह वेल्यू Pg3 को Pg3max के बराबर रखना होगा लोड अभी भी बढ़ रहा है अब यह 4 पर है यानी कि Pg2max यहाँ हमें Pg2Pg2max रखना होगा अगर इसके आगे लोड बढ़ता है तो इस यूनिट से इसका ध्यान रखना होगा यानी कि जब तक यह Pg1Pg1max होगा मतलब अगर कुल लोस नज़रंदाज़ करते है तो यह अधिकतम लोड Pg1maxPg2maxPg3max तक ले सकता है यह कुल अधिकतम जेनरेशन बराबर है इस कुल अधिकतम लोड के ध्यान रहे लोस को नज़रंदाज़ किया गया है यह फ़िगर 5 मे दिया गया है यह सब यहाँ दिया गया है यह दोबारा नही बताया जा रहा है अब हम दूसरा उधारण लेंगे मान लें एक पावर प्लांट के लिए जिसमें दो जनरेटिंग यूनिट है का इंक्रिमेंटल फ़ियूल कोस्ट रुपये पर मेगावॉट आर नीचे दिया गया है dC1dPg1018 Pg141 और dC2dPg2036Pg232 और इन दोनों के लिए जनरेटर लिमिट 32 MW≤Pg1≤180 MW और 22 MW≤Pg2≤130 MW दी गई है यानी कि न्यूनतम लोड 32 2254 MW होगा यह असल में Pg1Pg2 है यानी कि 3222 अगर दोनों एक साथ संचालित है तो 180 130 अधिकतम है यानी कि 310 MW इसका मतलब जनरेटर 310 MW की आपूर्ति कर सकता है अब हमें 54 MW से 310 MW के लोड परिवर्तन के लिए Pg1 Pg2 और प्राप्त करना है मान लें कि हर समय यह दोनों जेनरेटिंग यूनिट एक साथ संचालित है चूँकि 322254 MW है इसलिए न्यूनतम लोड 54 MW लिया गया है यहाँ Pg1min32 MW दिया गया है और Pg1max180 MW है और 1dC1dPg1018 Pg141 है यह 1है और यह 2 है यह पहले से दिए गए है Pg1 Pg1min32 MW पर 1 1min018 Pg1min41 है और Pg1min32 MW यहाँ प्रतिस्थापित करने पर 1 1min4676 RsMWhr प्राप्त होगा यह पहली यूनिट के लिए था अब इसकी अधिकतम वेल्यू प्राप्त करेंगे जब Pg1 Pg1max180 MW है 1 1max018 Pg1max41 होगा यहाँ Pg1max180 MW प्रतिस्थापित करने पर 1 1max7340 RsMWhr प्राप्त होगा तो 1min4676 RsMWhr और 1max7340 RsMWhr प्राप्त हुआ है केवल इन दोनो वेल्यू के बीच मे ही बदलेगा इसी तरह से यूनिट 2 के लिए Pg2min22 MW और Pg2max130 MW है इसलिए 2dC2dPg2036 Pg232 होगा पहले 2 2min036 Pg2min32 प्रतिस्थापित करने पर 2 2min036 ×22323992 RsMWhrप्राप्त होगा इसी तरह से Pg2Pg2max130 MW को यहाँ प्रतिस्थापित करें ऐसा करने पर 22max036 Pg2max32036×13032788 RsMWhrप्राप्त होगा यहाँ दो कर्व बनाए गए है IC1 IC2 यह IC1 है और यह IC2 है यह Pg2min22 MW है यह 3992 है लगभग 40 यह यहाँ से शुरू हो रहा है और इसकी अधिकतम वेल्यू को IC2max कहेंगे जो कि 788 यानी कि लगभग 80 है 130 MW पर इसी तरह से Pg1min32 MW और इसकी न्यूनतम वेल्यू 4676 है तो यह यहाँ से शुरू हो रहा है और अधिकतम Pg1max 180 MW है और यह ऊपर की ओर बढ़ेगा और इसके ग्राफ़ के अनुसार यह 734 है इस तरह से IC1 IC2 को प्लॉट करेंगे और यह Pg1min Pg2min Pg1max Pg2max दर्शाए गए है और न्यूनतम और अधिकतम वेल्यू प्राप्त की गई है यह IC कर्व सीधी रेखा है इस तरफ़ आउटपुट पावर MW है और यह है और यह इंक्रिमेंटल कोस्ट कर्व यहाँ यह सब दोहराया जा रहा है Pg2Pg2min22 MW इसके अनुरूप की वेल्यू 3992 प्राप्त हुई है Pg2Pg2max130 MW और λ788 है तो यह सीधी रेखा जुड़ जाएगी जब Pg222 MW λ3992 होगा जब यह 130 है तो λ788 इसी तरह से IC1 के लिए जब Pg132 तो λ4676 होगा और जब यह 180 है तो λ734 होगा इन्हें जोड़ने पर यह दो रेखाएँ मिलती है यह IC1 और यह IC2 Pg1 32 MW और Pg2 22 MW पर स्थिर है कुल लोड 322254 MW है लोड 54 310 MW के बीच मे ही रहेगा 1min4676 और 2min3992 यानी कि 2min1min इसका मतलब जब प्लांट का लोड 54 MW से ज़्यादा बढ़ेगा तब जेनरेटर 2 लोड वृद्धि सम्भालेगा यह तब तक लोड संभलेगा जब तक दोनो यूनिट के लिए λ4676 तक होगा इसका मतलब यह IC2 है यह IC1 है और न्यूनतम वेल्यू 3992 है अगर 4676 से ऊपर की ओर बढ़ेगा मतलब प्लांट लोड 54 MW से ज़्यादा बढ़ेगी तब लोड वृद्धि जेनरेटर 2 द्वारा संभाला जाएगा यह IC23992 है इस समय पर अगर यहाँ 4676 तक को बढ़ाया जाता है तो लोड वृद्धि जेनरेटर 2 द्वारा संभाल ली जाएगी यह λ24676 इसका मतलब 036 Pg2324676 होगा जब λ4676 Pg241 MW होगा यानी किλ14676 है और PL324173 MW होगा मतलब 3992 ≤ λ ≤ 4676 λ036 Pg232 होगा क्यूँकि जब तक यह 2 यहाँ तक नही पहुँचेगा तब तक यह यहाँ तक नही पहुँचेगा इसका मतलब जेनरेटर 2 को तब तक यह लोड लेना होगा जब तक यह 467 नही पहुँचेगा क्यूँकि यह बराबर आधार पर संचालित है इसलिए जब तक 4676 के आँकड़े को नही छुएगा तब तक केवल IC2 को ही यह पावर जेनरेट करनी होगी क्यूँकि यह उस समय तक 32 MW पर स्थिर है इस स्थिति मे जब 3992≤λ≤4676 तब 036 Pg232 होगा यानी कि Pg2 Pg1min कुल लोड है इसका मतलब Pg2PL 32 क्यूँकि Pg1min32 है Pg2PL 32 को यहाँ प्रतिस्थापित करने पर 036PL2048 प्राप्त होगा इसे समीकरण 3 अंकित किया गया है यह समीकरण 3 मान्य है अगर 54≤PL≤73 है यानी कि अगर लोड इनके बीच मे है और 73 के बराबर या उससे कम है क्यूँकि कुल लोड 73 है यह हमने इस तरह से किया है Pg2 Pg1min बराबर है कुल लोड PL के यानी कि Pg2PL 32 के अब Pg2 को यहाँ प्रतिस्थापित करने पर 4676 प्राप्त होगा सीमाओं के बारे मे फिर से देखते है यह IC1 है और यह IC2 है जब तक यह इस बिंद तक नही पहुँचता तब तक बढ़े हुए लोड को IC2 संभालेगा यानी कि 4676 तक IC1 के लिए न्यूनतम Pg1 32 MW स्थिर है अब 4676 के लिए लोड शेयरिंग का अदध्यन करेंगे जब जेनरेटर 1 ऊपरी सीमा तक पहुँच जाएगा यानी कि 180 MW के तो यह बराबर आधार तक पहुँच चुका है इस वक़्त बराबर 1 की अधिकतम वेल्यू 1 734 है क्यूँकि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है यहाँ यह 180 MW है तो यहाँ जेनरेटर अधिकतम वेल्यू 180 MW तक पहुँच गया है यानी कि Pg1 Pg1max 180 MW इस वक़्त 1max734 होगा इसलिए 4676 और 734 के बीच 018 Pg1 41 होगा यह कोस्ट केरेकरिस्ट्रिक है जो दी गई है अब दूसरी 036 Pg232 पर है क्यूँकि 4676 और 734 के बीच यह बराबर आधार पर संचालित है इसलिए यहाँ बराबर यह है और यहाँ बराबर यह है इसे समीकरण 5 अंकित किया गया है अब इस समीकरण 4 को 2 से गुणा कर समीकरण 5 मे जमा करने पर 2λ 3 λ036 Pg182036Pg232 प्राप्त होगा इसे समीकरण 6 अंकित करें लेकिन Pg1Pg2 कुल लोड बराबर PL लोस को नज़रंदाज़ करेंगे इसे यहाँ प्रतिस्थापित करने पर और फिर इसे 3 भाग देने पर 012 PL38 प्राप्त होगा यह समीकरण 8 है जब IC के लिए यह अधिकतम सीमा तक पहुँच जाएगा यानी कि 734 तब PL295 MW होगा अगर PL295 MW है तो लोड रेंज 73 से 295 होगी पहले लोड रेंज 54 से 73 तक थी अब यह 73 से 295 तक होगी Pg1 के लिए यह अधिकतम 180 MW है चूँकि यह 734 तक पहुँच गया है तो Pg2 115 MW होगा इसका अधिकतम 180 है और PL इस रेंज मे आ गया है मतलब वेल्यू 4676 और 734 के बीच मे है लोड 295 है लेकिन यह 180 MW की सीमा से ऊपर है तो जेनरेशन Pg2 बराबर होगा 295 180 यानी कि115 MW के यह आगे तालिका रूप मे दिया गया है इसके आगे केवल जेनरेटर 2 होगा यहाँ बढ़ रहा है और यह सीमा पर है तो इसे स्थिर 180 MW पर रखेंगे अब सीमा से आगे बढ़ गया है तो यहाँ जेनरेटर 2 बाकी का बचा लोड ही लेगा और 734 to 788 होगा इस स्थिति मे यूनिट 2 के लिए बराबर 036 Pg2 32 होगा यह समीकरण 9 है लेकिन जब यह Pg2 की अधिकतम सीमा पर होगा यानी कि 130 MW तब इस स्थिति मे Pg2Pg1maxPL क्यूँकि इस समय यह 180 MW पहुँच गया है इसलिए Pg2 Pg1maxPL तो Pg2PL Pg1maxPL 180 होगा चूँकि 180 यहाँ पर स्थिर है तो Pg2PL 180 को यहाँ प्रतिस्थपित करने पर 036 PL 328 होगा इसलिए लोड रेंज 295 से 310 है क्यूँकि अधिकतम लोड 310 है 180 मे 130 जमा कर कर 310 प्राप्त होगा तो यह 295 और 310 के बीच के आख़िरी 15 MW की आपूर्ति जेनरेटर 2 से होगी तो यह λ और लोड के बीच संबंध है संक्षेप मे अगर लोड 54≤PL≤73 λ036PL2048 होगा अगर यह 73 ≤ PL ≤ 295 λ012 PL38 और अगर 295 ≤ PL ≤ 310 λ036 PL 3280 होगा पहले ICs को प्लॉट करेंगे यह पहले ही बता दिया गया है इसके अनुसार Pg132 और Pg222 MW है यह जब 4676 तक नही पहुँच जाता तब तक Pg2 को इस लोड की आपूर्ति करनी होगी यह दो ग्राफ़ हम बनाएँगे तो हमने देखा 3992 से 4676 तक फिर उसके आगे जब तक यह अधिकतम वेल्यू 734 तक नही पहुँचता तब तक दो यूनिट काम करेंगी उसके बाद फिर एक और यूनिट काम करेगी तो इसी तरह से प्रतिस्थापित करने पर यह समीकरण प्राप्त होंगे इसे ध्यान पूर्वक करें अब इसे तालिका रूप मे लिखेंगे 3992 है Pg1 स्थिर है यहाँ रेखा चित्र मे भी देख सकते है Pg1 स्थिर 32 MW है जब तक यह 4676 क्यूँकि उसके बाद यूनिट 1 को इसकी आपूर्ति करनी होगी यह λ 392 Pg1 स्थिर 32 है और Pg222 है और यह 54 होगा जब 42 Pg1 स्थिर ही रहेगा लेकिन Pg2 को पावर जेनरेट करनी होगी क्यूँकि यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है जब 42 Pg1 स्थिर 32 है लेकिन Pg2 2778 प्राप्त होगा यह सब दिया गया है तो कुल 59778 होगा जब यह 4676 होगा तब Pg1स्थिर 32 है और Pg241 और कुल 73 होगा इसी तरह से जब 50 70 734 होगा तो आँकड़े यह रहेंगे यह Pg1 50 Pg250 तो PL100 होगा यह 70 1611 10555 26666 है जब यह 734 Pg1 स्थिर है और 115 Pg2 है और कुल 295 इसके आगे यूनिट 2 से आपूर्ति होगी इसीलिए जब 75 77 788 होंगे तब Pg1 स्थिर 180 180 180 होगा और फिर Pg2 19944 125 और 788 होंगे जब 77 PL305 है और जब यह कुल 310 होगा तब Pg2 अपनी अधिकतम सीमा 130 पर होगा यह तालिका बेहतर समझने मे उपयोगी है यहाँ केवल दो यूनिट ही लिए गए है अगर ज़्यादा यूनिट लेंगे तो इसे हल करने मे दिक़्क़त होगी तब पुनरावर्ती प्रक्रम से इसे हल करना होगा लेकिन ग्राफ़ की मदद से हम इसे समझ सकते है IC2 जो भी भार वृद्धि है उसे संभाल लेगा लेकिन Pg1 स्थिर होगा जब तक यह4676 तक होगा उसके आगे 734 तक IC2 के साथ IC1भी भार वृद्धि संभालेगा यह हम आगे जारी रखेंगे धन्यवाद